छठे लेक्चर में आपका स्वागत है अब इस हफ्ते हममाइक्रोवेव आवृत्ति पर प्रतिबाधा मिलान को पढ़ने वाले हैं पिछले मॉड्यूल में यानी के पिछले हफ्ते हमने प्रतिबाधा का महत्व देखा था माइक्रोवेव आवृत्ति पर प्रतिबाधा कैसे मापते हैं विशिष्ट रूप से हमने स्मिथ चार्ट जैसे एक बहुत ही सुंदर साधन का उपयोग दिखा और यह भी देखा कि स्मिथ चार्ट की मदद से हम प्रतिबाधा कैसे मापते हैं आज हम यह देखेंगे कि नेटवर्क के बहुत सारे भागों में अगर कहीं पर प्रतिबाधा मिलान नहीं है तो बहुत सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है तथा माइक्रोवेव आवृत्ति पर उचित स्तर की शक्ति का होना बहुत जरूरी है विशिष्ट रूप से जब हम शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं तब हम हमेशा यह देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर शक्ति को गंवा रहे हैं तो हम शक्ति के इस नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं और और ऐसा करने के लिए हमें प्रतिबाधा मिलान की जरूरत पड़ती है तो आज के छठे लेक्चर में हम इसी विचार को विस्तार में पढ़ेंगे तो हमारा आज का विषय है कि माइक्रोवेव आवृत्ति पर प्रतिबाधा मिलान की क्या जरूरत है अब यह एक आम चीज है मान लीजिए कि मेरे पास एक स्रोत है और आप बाईं तरफ देख सकते हैं कि यह स्रोत लोड को शक्ति प्रदान कर रहा है अब यकीनन यह स्रोत लोड से नहीं जोड़ा जा सकता मान लीजिए कि एक सेल्यूलर टेलिफोन स्टेशन का बेस स्टेशन बहुत सारे मोबाइल फोन पर शक्ति भेजने की कोशिश कर रहा है इस मामले में कैसे वह स्रोत या वह ट्रांसमीटर किसी वेवगाइड को शक्ति भेजता है जो कि अंत में एंटीना से जुड़ जाती है तो यहां यह एंटीना ट्रांसमिशन लाइन के लोड की तरह व्यवहार करता है तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यह स्रोत उस लोड को शक्ति प्रदान कर रहा है अब हम मान लेते हैं कि यह लोड वह एंटीना है तो यह ट्रांसमिशन लाइन इससे होते हुए जा रही है मान लीजिए कि इस ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Zo है इस स्रोत की भी अपनी कोई प्रतिबाधा होगी ऐसा कोई स्रोत नहीं होता जिसकी प्रतिबाधा ना हो तो मान लेते हैं कि स्रोत की प्रतिबाधा Zs है और लोड की प्रतिबाधा ZL है अब इस Zs के दो भाग हैं पहला इसका वास्तविक भाग Rs है और दूसरा इसका रिएक्टिव भाग Xs है तो हम हमेशा ऐसा लिख सकते हैं ZSRS j XS इसी प्रकार लोड की तरफ हमारे पास यह होगा ZLRL j XL और इस प्रतिरोध Rs में वोल्टेज का ड्रॉप होगाजिसे हम VR कहेंगेऔर इस प्रतिरोध में होने वाले पावर ड्रॉप को हम PR कहेंगे यह वोल्टेज का स्रोत जो शक्ति प्रदान कर रहा है वह Ps है उसमें से PR शक्ति इस प्रतिरोध Rs की वजह से नष्ट हो रही है इस वोल्टेज स्रोत के पास एक ओपन सर्किट वोल्टेज Vs है जो कि एक AC स्रोत है जाहिर है कि आप DC स्रोत को ट्रांसमिटसंचारित नहीं कर सकते मान लीजिए कि यहां वही चीज हो रही है कि जब शक्ति लोड प्रतिबाधा के प्रतिरोधक भाग तक तक पहुंच रही है मतलब की RL तक पहुंच रही है तब हमारे पास वोल्टेज का ड्रॉप VR होगा और नष्ट होने वाली शक्ति का वास्तविक भाग PR होगा आमतौर पर इस Zs और ZL को बराबर कर पाना बहुत मुश्किल है तो आमतौर पर यह ZS ZL ZO विभिन्न डिजाइनों का हिस्सा हैं इसलिए स्रोत डिजाइनर या एक ट्रांसमीटर डिजाइनर इस Zs को कुछ ठीक करके अधिकतम शक्ति प्रदान करने की कोशिश करता है वह कोशिश करता है कि Zs को कम से कम रखा जाए इसी प्रकार से उसका एक लक्ष्य इस RL को ज्यादा से ज्यादा रखने का होता है अब लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Zo या तो वेवगाइड की वजह से होती है या फिर कोएक्सियल लाइन की वजह से कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Zo इस पर निर्भर करती है कि वह किस पदार्थ से बने हैं और इस पर भी कि वह सारे कंडक्टर किस आकार के हैं तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स इस पर आधारित होती है और इन सभी ZS ZL और Z0 की प्रतिबाधाओं के स्तर में बहुत अंतर होता है आइए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है तो यह मानने की कोशिश करें किस स्रोत की शक्ति इस लोड तक पहुंच रही है यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम यह कहते हैं कि एक शक्ति स्रोत से लोड की तरफ पहुंच रही है तो उससे हमारा अभिप्राय यह होता है इस लोड की वह शक्ति लोड प्रतिबाधा के वास्तविक भाग तक पहुंच रही है इसका यह मतलब है कि मूल रूप से यह शक्ति हम लोड RL को प्रदान कर रहे हैं तो कृपया इस चीज को याद रखें क्योंकि जो शक्ति हम लोड के रिएक्टिव भाग XL को प्रदान कर रहे हैं वह उपयोगी नहीं होती वास्तव में हम उसे रिएक्टिव पॉवर कहते हैं तो इससे कोई भी उपयोगी काम नहीं किया जा सकता यही कारण है कि जो शक्ति स्रोत से लोड की तरफ प्रदान की जाती है उसके लिए हम इस लोड के वास्तविक भाग को उभार कर लिख रहे हैं तो यह सिर्फ हमारी स्पष्टता के लिए है तो आप देखिए कि प्रतिबाधाओं के विभिन्न स्तरों की वजह से जो शक्ति लोड तक जा रही है वहां लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Zo को लोड प्रतिबाधा ZL नजर आ रही है और हम यह देखते हैं कि तरंग को 2 अलग अलग प्रतिबाधाएं नजर रही हैं इसे हम इंपेडेंस डिस्कंटीन्यूटी कहते हैं तो यहां शक्ति के अनुसार कुछ तरंगे परावर्तित हो रहे हैं जिसे हम ΓL कहते हैं तो यह हमारा पावर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ΓL है इसी प्रकार से अगर कोई शक्ति लोड से परावर्तित होकरइस ट्रांसमिशन लाइन के स्रोत की तरफ जाती है तो वह फिर से वहां प्रतिबाधा के मिलान में असंतुलन पाती है क्योंकि स्रोत की प्रतिबाधा Zs है लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के शक्ति स्थानांतरित करने वाले तंत्र की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Zo है तो फिर से यहां तरंगे परावर्तित होंगी जिसे हम ΓS कहते हैं तो हमारे स्रोत का पावर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ΓS होगा अब वास्तव में यहां क्या हो रहा है कि यह शक्ति निरंतर रूप से उछलकर लोड से स्रोत तथा स्रोत से लोड तक आ जा रही है तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए कि यह स्रोत और लोड एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं और इस तरंग को यहां से आने जाने में कुछ समय लग रहा है जोकि मान लीजिए Td है तो यह वह तरंग है जो हम स्रोत से लोड की ओर भेज रहे हैं तो यह तरंग Td समय के बाद लोड तक पहुंचती है अब क्योंकि लोड की प्रतिबाधा का यहां मिलान नहीं हुआ है तो इस वजह से कुछ शक्ति वहां से परिवर्तित होकर वापस आ जाती है तो अब वह परावर्तितशक्ति स्रोत तक वापस आ जाती है और फिर से यहां पर वह यह देखती है कि स्रोत पर भी प्रतिबाधा का मिलान नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर ΓS है तो फिर से कुछ शक्ति यहां से परिवर्तित होकर वापस लौट तक जाएगी तो इस प्रकार से तरंगों का यह आना जाना अनंत काल तक चलता रहेगा तो अब किसी क्षण पर अगर मैं यह देखूँ कि वह कितनी शक्ति है जो लोड तक आ रही है इसमेंअनंत संख्या में परावर्तित तरंगे हैं तो अगर हम यहां देखें तो यह एक लोड है और यह एक स्रोत है फिर मान लीजिए कि हम यहां हैं यह एक तरंग है जो Td समय पहले यहां आई है तो इस स्रोत ने शक्ति प्रदान कर दी है और वह यहां आ चुकी है लेकिन इस समय पर एक और चीज यहां आ रही है 3Td समय पहले यहां पर एक और तरंग थी तो वह लोड की तरफ आती है और यह यहां आती है और यहां से फिर वापस जाती है 2Td समय पहले यहां पर एक और तरंग थी जोकि स्रोत द्वारा भेजी गई थी तो ऐसी दो परावर्तित तरंगे हैं जो यहां वापस आई थी तो यह सारी तरंगे इस वक्त पर यह जो सारी पिछले वाली तरंगे हैं जो एक दूसरे से 2Td की दूरी पर है वह पास आ रही है तो अगर आप स्लाइड पर देखें तो आप समझ जाएंगे की एक तरंग सिर्फ Td की दूरी पर है और जो तरंग स्रोत द्वारा भेजी गई है वह 3Td की दूरी पर है और फिर वह इस समय से 5Td 7Td की दूरी पर हैं यह सारी इस समय पर यहां आ रही हैं अगर किसी समय पर मैं यह पता करना चाहता हूं कि वह कितनी शक्ति है जो लोड तक पहुंच रही है तो वह इन सारी अनंत परावर्तित तरंगों का जोड़ होगी तो हम लोड तक पहुंची हुई शक्ति के लिए ऐसा लिखेंगे पर मान लीजिए किसी स्रोत ने जो वोल्टेज प्रदान की है वह एक निरंतर बदलती हुई साइनुसीओडल वोल्टेज है जिसका आयाम Vs है तो यकीनन रूप से समय के अनुसार किसी भी साइनुसीओडल स्रोत में मिलने वाले हार्मोनिक बदलावों को हम इस प्रकार से फेज़र के रूप में लिख सकते हैं Vs Vsoejwt अब t समय पर स्रोत द्वारा प्रदान की गई शक्ति 0 है तो मान लीजिए कि इस समय पर t 0 है तो यह शक्ति लोड पर तब आएगी जब t Td होगा Td समय पश्चात कुछ शक्ति लोड पर वापस रह जाएगी और कुछ परावर्तित होकर स्रोत तक वापस जाएगी तो पिछले सारे समय के क्षण t n2Td की दूरी पर दिए गए हैं तो इन सभी 2Td 4Td 5Td क्षणों पर हमें बहुत से परिवर्तित तरंगे मिल रहे हैं यह tTd समय पर लोड पर वापस भी आ रहे हैं किसी समय t पर एक शक्ति की लहर की यात्रा चाहे वह स्रोत से लोड की तरफ हो या फिर लोड से स्रोत की तरफ उसे हम गणितीय रूप में एक फेज़ के बदलाव की तरह लिख सकते हैं जोकि ej2ωt है तो यहां कृपया यह नोट करें कि यह संख्या 2 शक्ति की लहर की वजह से है तो किसी भी वोल्टेज या विद्युत धारा की लहर में यह फेज़ ejωt होगा लेकिन शक्ति की लहर में यह ej2ωt होगा तो इस तरंग का आयात जो लोड से परावर्तित होकर वापस आता है उसे हम ΓL कहते हैं और इसका पावर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ΓL इसके वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के वर्ग के समान होगा और यही चीज स्रोत के पावर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट पर भी लागू होती है किसी स्रोत या लोड पर आई हुई दो परावर्तित तरंगों का फेज़ 360 डिग्री से बदलता है तो इन सब चीजों से फेज़ मैं कोई बदलाव नहीं आता पिछले हफ्ते के लेक्चर में हमने यह भली भांति जाना कि लोड का वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट जिसको हमने लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट की तरह इस्तेमाल किया था वह यहां लोड की प्रतिबाधा को लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स से घटा कर मिलेगा शक्ति का कुछआंशिक भाग इस स्रोत की लाइन से प्रदान होने के लिए मौजूद है इसका यह मतलब है कि जब आप इस स्रोत की तरफ देखें तो ये Zs का भाग है और फिर आप इस चीज को ZL को दे रहे हैं तो यह एक वोल्टेज डिवाइडर है तो इसमें शक्ति का एक आंशिक भाग लोड को प्रदान हो रहा है और यकीनन रूप से यहां लोड का मतलब लोड के वास्तविक भाग से है यही कारण है कि तो इसी वजह से हम इसको दो भागों का जोड़ बनाते हैं पहले भाग में वह शक्ति है जो Td समय पहले स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंगों से है और इसको हम nTd समय पहले स्रोत से उत्सर्जित अनंत तरंगों द्वारा दी गई शक्ति में जोड़ते हैं दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि जो पहला भाग है इसमें हम सिर्फ पहली परावर्तित तरंग को लेते हैं जब के दूसरे भाग में हम बाकी सारी परिवर्तित तरंगों को ले रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि लोड को जो शक्ति प्रदान की जा रही है वह समय के साथ बदल रही है यह इस वजह से है क्योंकि तरंगे भी समय के अनुसार आ जा रही हैं तो हम स्रोत द्वारा उत्सर्जित उस नवीनतम तरंग द्वारा दी गई शक्ति का समीकरण लिख सकते हैं जोकि t Td समय पहले उत्सर्जित हुई थी t0 समय पर भी हम यह समीकरण लिख सकते हैं तो आप यह जानते हैं की एक तरंग की शक्ति का क्या समीकरण होता है इसी प्रकार से दूसरे भाग द्वारा t −2TD समय पर प्रदान की गई शक्ति दूसरे समीकरण में दी गई है आप आसानी से समझ जाएंगे कि लोड पर यह पहलेआंशिक शक्ति γ L ले रही है और फिर स्रोत पर आंशिक शक्ति γ S ले रही है इसी वजह से दोनों को गुणा करके हमने तीसरा समीकरण लिखा है वह तरंग जो समय से t −2n TD पहले उत्सर्जित हुई थी उसके लोड पर Td समय पश्चात पहुंचने पर समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा क्योंकि इसने कुछ छोटी छोटी n परावर्तित तरंगों को झेला है तो इसलिए हम यह समीकरण इस प्रकार से लिखते हैं तो अब हम इन सारी पावर इंटेंसिटी को जोड़ करके लिख सकते हैं जिसको कि हम एक इनफाईनाइट जियोमीट्रिक सीरीज में लिखते हैं तो आप देखें कि यह चीज समय के अनुसार लिखी गई है तो अलग अलग समय पर शक्ति का मूल्य भी अलग अलग होगा इसीलिए हम यह कहते हैं कि शक्ति समय के अनुसार बदल रही है और वह समय जहां यह शक्ति बदलती है हम उसे ट्रांजियंट स्टेट कहते हैं पर जैसे समय आगे बढ़ता है आप देखिए कि यह सारी चीजγSγLn से गुणा हो रही है अब यह दोनों γS और γLअंश 1 से कम है तो जैसे जैसे हम n की संख्या बढ़ा रहे हैं तो शक्ति की मात्रा छोटी होती जा रही है तो हम कह सकते हैं कि इसका बदलाव समय के साथ छोटे से छोटा होता जा रहा है अंत में यह स्थिति आती है कि इसमें कोई बदलाव होना बंद हो जाता है वास्तव में इसमें बदलाव होता है पर वह बहुत ही छोटा होता है तो हम उस समय को स्टेडी स्टेट कहते हैं आमतौर पर ट्रांजियंट समय बहुत छोटा होता है तो एक बहुत ही छोटे से समय के पश्चात जो कि सारे नेटवर्क के टाइम कांस्टेंट पर निर्भर करता है यह सारी चीज स्टेडी स्टेट में चली जाती है और हमारे पास एक ऐसी शक्ति रह जाती है जो कि वास्तव में एक कांस्टेंट ही कहलाई जा सकती है तो आइए अब हम यह देखते हैं कि प्रतिबाधा मिलान के अभाव में इस स्टेडी स्टेट में कितनी पावर नष्ट होती है यह आप आसानी से पता कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इस इंफिनिटी सीरीज को जोड़ें जिसमें आपको पता है के अनंत संख्याएं होने के बावजूद भी इसका जोड़ एक सीमित संख्या के रूप में आता है अगर हम उस जोड़ को यहां डालें तो हमें स्टेडी स्टेट पर लोड के वास्तविक भाग को प्रदान की गई शक्ति मिल जाती है यह शक्ति एक सीमित शक्ति होगी और यहां से हम यह पता कर सकते हैं कि क्या इस चीज में प्रतिबाधा का मिलान था या नहीं मतलब कि लोड से कुछ परिवर्तित हुआ या नहीं वहां शक्ति कितनी थी और फिर परावर्तन के बाद शक्ति कितनी थी अगर इन दोनों शक्तियों में कोई बदलाव दिखता है तो यह प्रतिबाधा का मिलान ना होने की वजह से होता है और यही बदलाव नष्ट हुई शक्ति को दर्शाता है अगर हमने यह पता कर लिया है तो हम नष्ट हुई रिलेटिव पावर भी पता कर सकते हैं अंत में यह समीकरण कुछ ऐसा दिखता है तो यह निष्क्रिय लोड के लिए बहुत बहुत कम होगा क्योंकि निष्क्रिय लोड में यह सारे रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट 1 से छोटे होते हैं हमने यह स्मिथ चार्ट को पढ़ते वक्त देखा था कि अगर यह रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट 1 से बड़े होते हैं तो उसका मतलब है वहां कंपन पैदा करने वाले सक्रिय उपकरण मौजूद हैं पर लोड के मामले में अगर हम एक निष्क्रिय लोड को माने तो इसका मूल्य 1 से बहुत छोटा है अब वास्तव में हमने यहां एक तालिका बनाई है जिसमें कि हमने γL और γS की सारी संख्याएं ली है हमने इसमें यह खोजा कि कितने प्रतिशत रिलेटिव पावर relative power नष्ट हुई है तो आप देखिए कि यहां बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आप इस तालिका के सबसे आखिर वाले कॉलम को देखें यह कहता है कि γS 50 है मतलब कि 05 है और γL भी 05 है तो फिर यहां रिलेटिव पावर 33 से नष्ट हुई है जिसका मतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया में जिसमें प्रतिबाधा का मिलान नहीं था उसमें एक तिहाई शक्ति नष्ट हो गई है तो अगर मैं 3 वाट की शक्ति को भेजने की कोशिश करूंगा तो इस प्रक्रिया में मेरी एक वाट की शक्ति नष्ट हो जाएगी आइए देखते हैं कि इस तालिका से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर यहां लोड पर कोई परावर्तन नहीं है तो कोई भी शक्ति लोड पर नष्ट नहीं होती तो यह एक अच्छी बात है इसका यह मतलब है कि अगर हम γL को 0 के बराबर कर पाए तो इस पूरे प्रतिबाधा के मिलान ना होने वाली प्रक्रिया में लोड पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और ना ही कोई शक्ति नष्ट होगी पर अगर हमने लोड का मिलान नहीं किया मतलब कि हमने लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट दिए हैं तो फिर कुछ शक्ति नष्ट हो सकती है मतलब स्रोत का मिलान ना होने पर हमारा नुकसान और बढ़ जाता है यकीनन यह सत्य है क्योंकि अगर स्रोत का मिलान नहीं होगा तो फिर कुछ शक्ति लोड पर वापस जाएगी तो अब इस पिछली तालिका से देखा जा सकता है कि अगर आप γL को कांस्टेंट रखते हैं और γS को बढ़ाते हैं तो बहुत ही कम शक्ति का नुकसान होता है आप यहां कहीं भी ढूंढ लीजिए जहां भी γL निश्चित है पर γs बढ़ रहा है वहां शक्ति का नुकसान भी कम होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर स्रोत का मिलान नहीं होता तो यह नुकसान बढ़ता भी है क्योंकि हमारी कुछ शक्ति लोड पर वापस आ जाती है दूसरे हाथ पर किसी स्रोत के निश्चित रूप से बेमेल होने पर मतलब किसी निश्चित γs पर शक्ति का नुकसान बढ़ता है और अगर हम इस लोड के प्रतिबाधा मिलान को और खराब करते जाएं तो और ज्यादा शक्ति स्रोत तक वापस जाएगी यह हमारी नुकसानी गई शक्ति को और ज्यादा क्षतिग्रस्त करता है तो यह एक सबसे खराब मामला है जिसमें हमारी 50 शक्ति नुकसानी गई है जब ΓL 05 के बराबर है अगर ΓL 05 के बराबर है तो हमारी आधी शक्ति नष्ट हो रही है ΓL के 05 के बराबर होने का मतलब है यहां VSWR 3 के बराबर है और इसी प्रकार से जब ΓL 01 के बराबर है तो हमारी 10 शक्ति परावर्तित हो रही है तो आप देखिए कि यह ΓL एक वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है तो हमारा पावर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट इससे अलग है जिसका मूल्य 025 है तो आप देखिए कि यहां VSWR 123 है और हमारी 10 शक्ति नुकसानी गई है एक सबसे खराब मामले में जब हमारा VSWR 111 है तो हमारी 5 शक्ति नुकसानी गई है तो आमतौर पर हम हमेशा लोड पर VSWR को 125 प्रतिशत के बीच ही रखते हैं शक्ति के नुकसान के साथ साथ यहां पर तरंगों का विरूपण distortion डिस्टॉरशन भी देखने को मिलता है क्योंकि जैसे आप यहां देख सकते हैं कि किसी भी समय पर हमारी कुल शक्ति वह शक्ति है जोकि हमारे स्रोत से उत्पन्न हुई आखरी तरंग को पिछली सारी तरंगों से जोड़कर मिलती है अब हमारे स्रोत एक कंपन उत्पन्न करने वाले उपकरण जैसे होते हैं जो कि कुछ समय बाद अपनी आवृत्ति को बदलते हैं इसका यह मतलब है कि जो तरंगे पहले उत्सर्जित हुई थी वह कई बार बाद में उत्सर्जित हुई तरंगों से आवृत्ति के मामले में भिन्न हो सकती हैं तो अंत में हमें इस समय पर जो तरंग मिलती है उसमें किसी प्रकार का विरूपण distortion डिस्टॉरशन मौजूद हो सकता है क्योंकि जितनी भी तरंगेअलग अलग समय पर उत्सर्जित हुई थी उनको किसी प्रकार का विरूपण मिला होगा तो इनमे से कुछ तरंगों की आवृत्ति अन्य तरंगों की आवृत्ति से भिन्न हो सकती हैं चाहे वह सारी तरंगे एक ही स्रोत से उत्सर्जित हुई है स्रोत भी औसीलेटर होता है जिसमें अगर हम स्थिरता चाहते हैं तो हमें एक बहुत ही महंगा औसीलेटर लगाना होगा अन्यथा इनमें आवृत्ति बदल सकती है तो यहां हमने गणितीय रूप में सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है तो जो विरूपण distortion डिस्टॉरशन हमें यहां मिल रहा है वह क्या है और याद रखिए कि शक्ति का विरूपण distortion डिस्टॉरशन हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि वोल्टेज में यह हमेशा हो जाता है तो अंत में हमें यह पता लगता है की यह सारा विरूपण distortion डिस्टॉरशन उस पहले परावर्तन की शक्ति को बाकी सारे परावर्तित तरंगों की शक्ति के जोड़ से विभाजित करके मिलता है और इसका समीकरण हमने दिया हुआ है अब फिर से हमने पहले जैसी एक तालिका बनाई है आप इस तालिका में देख सकते हैं कि इसमें γLका मूल्य 0 है मतलब की कोई अतिरिक्त विरूपण distortion डिस्टॉरशन नहीं है अब फिर से इस अतिरिक्त विरूपणdistortion डिस्टॉरशन की संवेदनशीलता लोड के मिलान पर निर्भर करती है उसी प्रकार से यहां हम सबसे खराब मामले देखने की कोशिश करते हैं जहां पर लोड का VSWR 3 है वहां 70 तक अधिक विरूपण distortion डिस्टॉरशन है और दूसरे हाथ पर जहां VSWR 11 है वहां 30 अतिरिक्त विरूपण distortion डिस्टॉरशन है तो आप देखिए कि यहां हमेशा ही ज्यादा विरूपण distortion डिस्टॉरशन मिलने का मौका रहता है अगर आप लोड और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में उचित मात्रा में प्रतिबाधा का मिलान नहीं करते अब आइए हम वह स्थिति ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां यह शक्ति अधिकतम हो सके तो हम देख सकते हैं कि जो शक्ति लोड के वास्तविक भाग तक प्रदान की गई है वह इस शक्ति के समीकरण से हमने यह पता किया है कि शक्ति का अधिकतम स्थानांतरण तब होता है जब VR अधिकतम होती है मतलब कि जब हम इस भाजक को न्यूनतम करते हैं अब आप देखिए कि इस भाजक में 2 राशियों का जोड़ है और वह दोनों ही राशियों का वर्ग दिया गया है किसी भी वर्ग का न्यूनतम परिणाम सिर्फ शून्य हो सकता है तो इसलिए यह दोनों राशियां शून्य हो सकती हैं लेकिन RS और RL एक रेसिस्टिव भाग हैं और वह हमेशा निश्चित रहते हैं और कभी नहीं बदलते तो यह दो राशियां 0 नहीं हो सकती आमतौर पर किसी सर्किट को बिना प्रतिरोधक के बनाना बहुत मुश्किल है स्रोत और लोड दोनों में ही कुछ प्रतिरोधक होते हैं लेकिन उनका रिएक्टिव भाग आवृत्ति पर निर्भर करता है इसलिए हम इस XS और XL के जोड़ को 0 बना सकते हैं तो हम इस भाजक की दूसरी राशि को शून्य कर सकते हैं जिसका यह मतलब है कि स्रोत की रिएक्टेंस के लोड के रिएक्टेंस के नकारात्मक मूल्य के बराबर होने Xs XL पर यह समीकरण न्यूनतम हो जाएगा और इस मापदंड पर PR यह होगा और फिर हम यह देख सकते हैं कि क्या यह अधिकतम है या न्यूनतम फिर हम इसको RL के आधार पर डिफरेंटशियेट कर सकते हैं और उससे हमें यह स्थिति मिलती है RS RL ZL ZS इसका यह मतलब है कि स्रोत की प्रतिबाधा लोड की प्रतिबाधा का जटिल सन्युग्मcomplex conjugate काम्प्लेक्स कोंजूगेट होती है आप इसे स्रोत और लोड की सन्युग्मता का मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग कहते हैं तो सन्युग्मता का मिलानconjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग होने पर लोड की शक्ति का मिलान भी होता है सन्युग्मता का मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग होने पर हमें पता है कि लोड पर कितनी वोल्टेज उत्पन्न हुई है आपने इसे पता कर लिया है क्योंकि उस वक्त इसकी कुल रेअक्टैंस शून्य थी तो अब वोल्टेज के लिए यहां दो समान प्रतिरोधक RS RL है इसलिए स्रोत की आधी वोल्टेज RS के पास होगी और बाकी आधी RL के पास और हम शक्ति को इस प्रकार पता कर सकते हैं इसका यह मतलब है कि स्रोतप्रतिरोधक केअनुसार अब कितनी शक्ति दे सकते हैं यह उतनी ही शक्ति है जो आप लोड को प्रदान कर सकते हैंउससे ज्यादा नहीं अब यह इस समीकरण की सुंदरता है यह इस चीज का प्रतिफल है के सन्युग्मता का मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग होने पर लोड को प्रदान की गई शक्ति स्रोत के पास बची शक्ति के बराबर है इसलिए स्रोत अब आधी शक्ति ही दे रहा है मान लीजिए कि उस सेल्यूलर टेलीफोन के विकिरण वाले मामले में आप लोड के पास नहीं जा सकते पर आप यह हमेशा माप सकते हैं कि आपके स्रोत के प्रतिरोधक पर अगर आपको आधी शक्ति मिल रही है तो इसका मतलब है कि आप सन्युग्मता का मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग कर चुके हैं और आपके लोड को बाकी आधी शक्ति मिल रही है यह शक्ति को मापने का आधार है कि आप ट्रांसमीटर के ऊपर ही यह पता कर सकते हैं कि आपके लोड तक कितनी शक्ति जा रही है यह शक्ति को मापने की एक तकनीक है कि आप इसमें यह पता कर लीजिए कि आप कितनी वोल्टेज पर या फिर कौन से लोड पर आपको आधी शक्ति मिल रही है क्योंकि आपको स्रोत की शक्ति का पता है तो मान लीजिए कि जिस वक्त आपने देखा तब स्रोत की शक्ति एक वाट है और आपको Rs पर आधी शक्ति मिल रही है इसका यह मतलब है कि आपके स्त्रोत का सन्युग्म मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग हो चुका है अब क्योंकि सन्युग्मता का मिलानconjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग होने पर सारे नेटवर्क की कुल रिएक्टेंस शून्य है तो हम यह कह सकते हैं कि यहां स्रोत की वोल्टेज और लोड की वोल्टेज में फेज़ का कोई बदलाव नहीं हो रहा तो इसे हम इन फेज़ वोल्टेज ट्रांसफॉरमेशन कहते हैं सन्युग्मता के मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग का क्या नतीजा निकलता है एक तो हम देख चुके हैं कि इससे अधिकतम शक्ति को स्रोत से लोड की तरफ स्थानांतरित किया जा सकता है वोल्टेज को भी बिना किसी फेज़ के बदलाव से स्थानांतरित किया जा सकता है और इस मामले में लोड रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट ΓL शून्य होता है तो इससे यहां ना कोई विरूपण distortionडिस्टॉरशन होगा और ना ही कोई शक्ति नुकसानी जाएगी सन्युग्मता के मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं यही कारण है कि सन्युग्मता का मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग किसी माइक्रोवेव आवृत्ति पर बहुत ही वांछित होता है क्योंकि इससे बहुत सारी परेशानियों को जैसे कि शक्ति के नष्ट होने को फेज़ के विरूपण distortionडिस्टॉरशन को होने से बचाया जा सकता है तो इस लेक्चर में हमने यह बताने की कोशिश की है कि क्यों माइक्रोवेव नेटवर्क्स में सन्युग्मता का मिलान conjugate matchingकोंजूगेट मैचिंग या प्रतिबाधा का मिलान जरूरी है और एक प्रतिबाधा के आदर्श मिलान को हम सन्युग्मता का मिलान कहते हैं जहां की लोड तथा स्रोत एक दूसरे के जटिल सन्युग्म होते हैं अब अगले लेक्चर में हम यह देखेंगे कि कैसे सन्युग्मता का मिलान करने के लिए नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है धन्यवाद